स्पेक्ट्रोमीटर एवं प्रिज़्म पर आधारभूत चर्चा लगातार पिछली कक्षा में मैंने आपको स्पेक्ट्रोमीटर दिखाया था प्रिज़्म स्पेक्ट्रोमीटर मैंने आपको पिछली क्लास में जो दिखाया था यह है उस स्पेक्ट्रोमीटर के तीन भाग कॉलीमेटर फिर प्रिज़्म या ग्रेटिंग टेबल और टेलीस्कोप ये है तीन मुख्य भाग यह कॉलीमेटर है यह प्रिज़्म टेबल है या ग्रेटिंग टेबल है और यह टेलीस्कोप है ये तीन मुख्य भाग है इन स्पेक्ट्रोमीटर को उपयोग कर प्रयोग करने में किन की आवश्यक्तायें हैं आवश्यकताए है हमें जरूरत है समानांतर किरणों की अर्थात मान लीजिए आपके पास प्रिज़्म टेबल पर प्रिज़्म है समानांतर किरणें प्रिज़्म पर गिरती है हमें समानांतर किरणों की आवश्यकताए है जोकि प्रिज़्म तल पर आपतित होती है ठीक है ये समानांतर किरणें हमें कॉलीमेटर से प्राप्त होती है कॉलीमेटर का प्रयोग समानांतर किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है जो की प्रिज़्म या ग्रेटिंग पर आपतित होती है तब प्रिज़्म विक्षेपण द्वारा प्रिज़्म में विक्षेपण की क्षमता होती है अर्थात जब श्वेत प्रकाश प्रिज़्म पर आपतित होता है तब दूसरी तरफ वह सभी रंगों में विभक्त हो जाता है सभी रंग पृथक्कृत हो जाते हैं सामान्यतः जब हम किरण आरेख बनाते हैं तब हम एक किरण जो कि प्रिज़्म पर आपतित होती है लेते हैं श्वेत प्रकाश किरण और तब विक्षेपण के कारण अपवर्तन के पश्चात ये विभिन्न रंग किरण से पृथक हो जाते हैं अर्थात अब यहां एक किरण ना होकर बहुत सारी किरणें हैं ये समानांतर किरणें हैं जब ये प्रिज़्म पर गिरती है तब दूसरी तरफ प्रत्येक किरण एक अलग रंग देती है या प्रत्येक किरण का रंग अलग अलग होता है यदि आप एक विशेष रंग को देखें दूसरी तरफ इस विशेष रंग की किरणें समानांतर हैं दूसरी तरफ आपको विभिन्न रंगों की समानांतर किरणों के समुच्चय सेट प्राप्त होंगे तो अब हम स्रोत का प्रतिबिम्ब देखना चाहते हैं दूसरी तरफ प्रिज़्म के कारण आपको विभिन्न रंगों की समानांतर किरणें प्राप्त हो रही है अब स्रोत का प्रतिबिम्ब देखने के लिए इन समानांतर किरणों को मिलना होगा इन्हें कहीं मिलना होगा ये कहां मिलेंगी ये समानांतर किरणें मिलेंगी ये प्रत्येक अनंत पर मिलेगी आप अनंत पर प्रतिबिम्ब देखेंगे लेकिन प्रयोगशाला में एक छोटे से स्थान में यदि आप प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तब हम स्पेक्ट्रोमीटर के दूसरे भाग का प्रयोग करेंगे ये टेलीस्कोप हैं टेलीस्कोप का कार्य इन समानांतर किरणों को पर्दे पर कन्वर्ज करना है जहां यह प्रतिबिंब बनाएंगी और इस प्रतिबिंब को हम अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं टेलीस्कोप में टेलीस्कोप का कार्य है प्रतिबिंब का निर्माण यह तीन भाग कॉलीमेटर जो की समानांतर किरणें उत्पन्न करता है और ये प्रिज़्म पर आपतित होती है जो कि हमारे प्रयोग की जरूरत है दूसरी तरफ विक्षेपण के बाद आप विभिन्न रंगों कि समानांतर किरणें प्राप्त करते हैं ठीक है विभिन्न रंगों की समानांतर किरणों के समुच्चय सेट प्रतिबिंब के निर्माण हेतु हम चाहते हैं कि ये समानांतर किरणें डिवर्ज कन्वर्ज होवे ठीक है अन्यथा ये कन्वर्ज होकर अनंत पर मिलेंगी प्रयोगशाला में इनको कन्वर्ज करने हेतु हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं कॉलीमेटर में हम समानांतर किरणें कैसे प्राप्त करते हैं प्रिज़्म के लिए हमारे पास प्रकाश स्रोत है हमारे पास प्रकाश स्रोत लाइट बॉक्स है मूलत यह लाइट बॉक्स है सामान्यतः हम यह नहीं कहते की यह स्रोत है प्रयोग हेतु यह प्रकाश इस बॉक्स से आ रहा है अभी यह प्रकाश डायवर्जिंग लाइट है ठीक है यह सभी अलग दिशाओं में उत्सर्जित है डायवर्जिंग लाइट आ रही है और यह कॉलीमेटर है यह डायवर्जिंग लाइट है जो स्लिट से पास हो रही है यहां मैंने आपको पूर्व में ही दिखा दिया था कि यहां एक स्लिट है इस स्लिट की चौड़ाई को आप एडजेस्ट कर सकते हैं और इस पर यह दूसरा भाग है इस प्रकार की आकृति में यदि आप इसे मूव कराते हैं तो आप ऊंचाई एडजेस्ट कर सकते हैं यह व्यवस्था वहां है मैं आपको उन्हें पुनः दिखाता हूं तो अब लाइट डायवर्जिंग लाइट है जोकि स्लिट के द्वारा प्रवेश करता है अब यह डायवर्जिंग लाइट एक उत्तल लेंस पर गिरती है यह उत्तल लेंस कॉलीमेटर में स्थित है यह यहां है कॉलीमेटर और यह है स्लिट यहां जब ऐसा हो तब इस अवस्था में स्रोत हम कहते हैं यह स्रोत हैं हमने कहा यह स्लिट है इस प्रयोग हेतु ठीक है प्रयोग के लिए प्रकाश स्रोत प्रतिबिंब कैसा है आप देखेंगे कि यह स्लिट का प्रतिबिंब इमेज है स्लिट से डायवर्जिंग लाइट मिलती है जोकि उत्तल लेंस पर गिरती है और दूसरी तरफ यदि मैं समानांतर किरणें चाहता हूं तब आप जानते हैं कि यह स्लिट लेंस के फोकस बिंदु पर स्थित होनी चाहिए ठीक है इस फोकस बिंदु को लेंस पर स्थित करने के लिए इस भाग स्लिट के इस भाग को एडजेस्ट कर सकते हैं आप फोकस नाब को हिला सकते हो यह फोकस नाब है जैसे कि यह टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप के लिए यह फोकस नाब है यह कॉलीमेटर के लिए फोकस नाब है यदि आप इसे घुमाते हैं तब स्लिट अंदर बाहर आती है इस तरह आप को इस स्लिट को कॉलीमेटर के उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर स्थित करना हैं कैसे रखेंगे मुझे कैसे पता चलेगा यही फोकस बिंदु है यह मैं आपको वर्णन करता हूं यहां आप स्लिट ऊंचाई एडजेस्ट कर सकते हैं आप स्लिट चौड़ाई एडजस्ट कर सकते हैं और आप स्लिट को अंदर बाहर घुमा सकते हैं और इसका विचार यह है कि इसके द्वारा हम स्लिट को कॉलीमेटर के उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर स्थित कर सकते हैं अब समानांतर किरणें प्राप्त होंगी और तब वे प्रिज़्म पर गिरेंगी प्रयोग के किसी भी जरूरत के लिए अब हम टेलीस्कोप पर आते हैं समानांतर किरणें प्रिज़्म पर गिरेंगी ठीक है तब विक्षेपण के कारण या किसी भी अन्य कारण जैसे अपवर्तन आदि प्रकाश बाहर आएगा जो भी प्रकाश बाहर आएगा हम उसे पकड़ते हैं और तब हम स्लिट का प्रतिबिंब देख सकते हैं अब प्रिज़्म से प्रकाश आ रहा है ये समानांतर किरणें है और प्रिज़्म से आ रही है समानांतर किरणें अपवर्तन एवं विक्षेपण के पश्चात आ रही है हमें पुन प्रत्येक किरण प्राप्त होगी क्योंकि समानांतर किरणें एकल किरण नहीं है सभी किरणें प्रिज़्म पर एक समान कोण पर गिरती है कुल मिलाकर ये अपवर्तित होंगी वो भी समान कोण पर अपवर्तित होंगी अर्थात ये अपवर्तित किरणें भी समानांतर होंगी अब जो ये अपवर्तित किरणें आएंगी वे समानांतर है अब यदि मैं प्रतिबिंब देखना चाहूं तब हम उसे अनंत पर देख सकते हैं या फिर हम टेलीस्कोप भी उपयोग में ला सकते हैं टेलीस्कोप में एक उत्तल लेंस होता है यह रहा टेलीस्कोप में उत्तल लेंस मैं इसे बाहर निकालता हूं यह है उत्तल लेंस प्रिज़्म से अपवर्तित किरणें समानांतर किरणें आती है और इस पर गिरती हैं उत्तल लेंस पर अब इस उत्तल लेंस पर गिरने वाली समानांतर किरणें मिलती है यह लेंस की फोकस बिंदु पर कन्वर्ज होती है यह फोकस तल है ठीक है अब इस फोकस तल पर उनका प्रतिबिंब बनता है अब मैं इन प्रतिबिंब को देखता हूं मैं अपनी आंख का प्रयोग करूंगा अब वास्तव में हर समय हमारी आंख में ये किरणें समानांतर किरणें आती है और हमारी आंखों में लेंस होता है और यह सब रेटिना पर कन्वर्ज होती है और वहां पर प्रतिबिंब निर्माण होता है तब हमारी चेतना हमारा मस्तिष्क वास्तव में हमें वह प्रतिबिंब इमेज दिखाने का कार्य करता है इस भाग को भूल जाइए यहां क्या होता है यहां प्रतिबिंब बनता है तो अब टेलीस्कोप में एक दूसरा भाग होता है जिसे हम नेत्रिका ऑइपीस कहते हैं नेत्रिका प्रतिबिंब देखने में हमारी मदद करती है साथ ही यह प्रतिबिंब को आवर्धन करने में भी सहायता करती है नेत्रिका में एक लेंस होता है इस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी की तुलना में यदि यह नेत्रिका का लेंस यहां कहीं इस तरह से रखा जाए कि यह नेत्रिका के लेंस का फोकस बिंदु बन जाए ठीक है तब इस लेंस से अब यह बिंदु स्रोत से डायवर्जिंग लाइट नेत्रिका लेंस पर गिरेगा एवं दूसरी तरफ हमें समानांतर किरणें प्राप्त होंगी ये समानांतर किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करेंगी और हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा प्रतिबिंब का आवर्धन आवर्धन बराबर होता है जब लेंस टेलीस्कोप लेंस की फोकस दूरी को नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से विभाजित किया जाता है यह है आवर्धन नेत्रिका के द्वारा हम आवर्धित प्रतिबिंब को देखते हैं अब यहां वास्तव में हम फोकस तल में प्रतिबिंब की स्थिति आदि को को मापना चाहते हैं हम क्रॉस तार का प्रयोग करेंगे यह क्रॉस तार यह रहा क्रॉस तार यह चलायमान है हम कहते हैं यह फोकस नाब है वास्तव में क्या घटित होता है यह क्रॉस तार है जिसे हम फोकस तल पर स्थित करना चाहते हैं इसके लिए हमारे पास व्यवस्था है इसको चलाने की यह जो यहां मूव कर रहा है यह क्रॉस तार यहां स्थित हो गया है यह क्रॉस तार एवं नेत्रिका सेपेरेटेड हैं ठीक है एक दूसरे से यदि मैं इसे लेता हूँ यह नेत्रिका है यहां केवल एक लेंस नहीं है यह लेंस का संयोजन है इसके लिए मैं सोचता हूं कि यह एक रैम्ज़डेन नेत्रिका है लेंस का संयोजन है यहाँ लेकिन सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि यह लेंस की कार्यप्रणाली है और इसे रंगने के लिए रंग विपथन हेतु इसे हटा सकते हैं यह नेत्रिका है क्रॉस तार इसके अंदर यहां है क्रॉस तार अंदर है यहां यह क्रॉस तार है ठीक है मैं नहीं जानता की आप क्रॉस तार देख पा रहे हैं या नहीं जैसा मैंने आपको बताया इसके तीन भाग होते हैं आप जानते हैं कि इसके तीन भाग होते हैं टेलीस्कोप में यह उत्तल लेंस है यहां उत्तल लेंस यहां है इसकी कुछ फोकस दूरी होती है कहीं पर कुछ अंदर की तरफ यहां यह फोकस तल है अब वास्तव में मैं इस फोकस तल पर क्रॉस तार को स्थित करना चाहता हूं यह स्क्रीन है आप जानते ही हैं स्क्रीन है इस स्क्रीन की फोकस तल पर मैं क्रॉस तार रखता हूं यह स्क्रीन की तरह कार्य करता है और तब इस स्क्रीन पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा अब मैं उस प्रतिबिंब को नेत्रिका की सहायता से देखूँगा ठीक है अब नेत्रिका में पुन लेंस होता है यह नेत्रिका लेंस है पुन वास्तव में यह क्रॉस तार यह क्रॉस तार स्क्रीन है जिसे की टेलीस्कोप लेंस के फोकस बिंदु पर स्थित किया जाएगा तो अब हम पहले क्या करें हम इस नेत्रिका को इसके अंदर रखते हैं और नेत्रिका एवं क्रॉस तार के बीच दूरी को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि यह क्रॉस तार नेत्रिका लेंस के फोकस बिंदु पर स्थित हो जाए जिसे आप अभी देख सकते हैं कोई भी देख सकता है इस तरह आप इसे शार्प बना सकते हैं हां मैं कर सकता हूं मैं इसे तीक्षण बना सकता हूं नेत्रिका के द्वारा हम देख रहे हैं कि यह बहुत शार्प है मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है विद्यार्थी विद्यार्थी नेत्रिका की क्रॉस तार से दूरी इसे आप देख सकते हैं विद्यार्थी क्रॉस तार बहुत शार्प है विद्यार्थी इस तरह मैं नेत्रिका एवं क्रॉस तार के बीच की दूरी को एडजस्ट करता हूं मैं इस क्रॉस तार को फोकस करता हूं अब इसे हम यहां रखेंगे हम यहाँ सुनिश्चित करेंगे क्या सुनिश्चित करेंगे आप जानते हैं यह भाग मूव कर सकता है अर्थात यह क्रॉस तार मूव कर सकता है ठीक है नेत्रिका मूव नहीं करेगी नेत्रिका स्थिर है मैं नेत्रिका को डिस्टर्ब नहीं करूँगा यह क्रॉसवायर के सापेक्ष स्थिर है अब इस तरह मैं क्रॉस तार को मूव करा सकता हूं अर्थात मैं इस क्रॉस तार को रख सकता हूं यह स्क्रीन है जोकि टेलीस्कोप लेंस के फोकस तल पर स्थित है यह क्रॉस तार पर प्रतिबिंब बनाने की शर्त है यह सब टेलीस्कोप के विभिन्न भाग है और पूर्व में मैं लेवलिंग स्क्रू की व्याख्या कर चुका हूं यहां दो लेवलिंग स्क्रू है यहां और यह फोकस नाब है यह रही और मैंने आपको नेत्रिका दिखाई थी मैंने आपको दिखाया था क्रॉस तार मैंने आपको दिखाया था उत्तल लेंस आगे प्रयोग करने से पहले हमें स्पेक्ट्रोमीटर का लेवलिंग करना होगा जिसे मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं उद्देश्य क्या है मुझे टेलीस्कोप के लेवलिंग की क्या आवश्यकता है क्योंकि यहां आप टेलीस्कोप का घूर्णन रोटेशन देखे सकतें हैं कोण को नापने के लिए आप जानते हैं प्रिज़्म टेबल का घूर्णन मैं सोचता हूं मैं इसे फिर शुरू करता हूं प्रिज़्म टेबल का घूर्णन अक्सर हम इसे वर्नियर टेबल कहते हैं ठीक है आमतौर पर प्रिज़्म टेबल यह प्रिज़्म टेबल है इस भाग को हम वर्नियर टेबल कहते हैं यह घूर्णन है इस घूर्णन के लिए हमें टेलीस्कोप के घूर्णन अक्ष की आवश्यकता है यह टेलीस्कोप घूमता है अक्ष क्या है अक्ष यह है ठीक है यह ऊर्ध्वाधर होना चाहिए हमे सुनिश्चित करना चाहिए की टेलीस्कोप का अक्ष ऊर्ध्वाधर हो तब टेलीस्कोप का अक्ष और कॉलीमेटर क्षैतिज होना चाहिए टेलीस्कोप का अक्ष यह है टेलीस्कोप का अक्ष और कॉलीमेटर का अक्ष यह अक्ष है टेलीस्कोप का यह अक्ष एवं कॉलीमेटर क्षैतिज होना चाहिए और साथ ही प्रिज्म टेबल की ऊपरी सतह भी क्षैतिज होना चाहिए यह सब प्रयोग की शर्तें है प्रयोग शुरू करने से पहले हमे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए की घूर्णन का ऊर्ध्वाधर अक्ष एवं टेलीस्कोप और कॉलीमेटर का क्षैतिज अक्ष अच्छी तरह से अवस्थित है